छात्रों का स्वागत है पिछली कक्षा में हम देय खातों कहा जाता है

तो खरीदार एक लागत लाभ विश्लेषण करेगा कि क्रेडिट पर खरीदना उसके लिए कहां फायदेमंद है क्योंकि विक्रेता द्वारा लोडिंग फैक्टर की तुलना में बैंक से उधार लेना सस्ता कर रहा है उस स्थिति में खरीदार के लिए नकदी पर या शायद उस सीमा तक खरीदना उचित हो सकता है जब तक कि खरीदार के लिए भुगतान के लिए फायदेमंद हो तब तक उसे अपने साधनों तक भुगतान करने की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि बैंक से उधार लेना विक्रेता के अधिकार से उधार लेने के बजाय महंगा होगा तो ये कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में हमने बात की है कि देय खातों के प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और हमने खरीद की शर्तों और उसके बाद देय खातों के बारे में बात की अब मैं आपसे इस कक्षा में कुछ अन्य बातें कहूंगा जैसे भुगतान की सीमा के विस्तार की सीमाएँ ऐसा नहीं है कि आप भुगतान को बिना रुके खींच सकते हैं या कहीं भी आप जा सकते हैं कि आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल या 2 साल के बाद भुगतान कर सकते हैं या हो सकता है कि आप इसे खरीदने के लिए भुगतान न करें और फिर आप भुगतान नहीं करते हैं जो होने वाला नहीं है इसलिए यदि हम उस ऋण की मांग कर रहे हैं जो बाजार की स्थितियों या बाजार की स्थितियों के अनुसार सामान्य है तो यह अच्छा लगता है लेकिन जब हम धागे को स्तर से परे खींचते हैं तो वह टूट जाता है इसलिए हमें इस तरह की स्थिति को नहीं आने देना चाहिए क्योंकि भुगतान में खिंचाव से कुछ सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं को भी हमें कार्यशील पूंजी वित्त के एक छात्र के रूप में जाना चाहिए कि अगर खरीदार भुगतान को बढ़ाता है तो उसे कई चीजों का सामना करना पड़ता है और ये सभी चीजें नहीं चलेंगी जो खरीदार के हित में नहीं होगी पहली बात पेनल इंटरेस्ट दर वसूल करूंगा और यह बहुत अधिक होगा उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने वाले खरीदार के लिए मुफ्त रहता है लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी या क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा अनुमत अनुमेय क्रेडिट अवधि से परे भुगतान करते हैं फिर वे कहते हैं कि पेनल इंटरेस्ट

दूसरी बात नैतिक मुद्दे हैं यदि आप उदाहरण के लिए कहते हैं कि क्या खरीदार विक्रेता की तुलना में मजबूत स्थिति में है अब मैं आपसे कुछ समय पहले उन बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहा था जो कारों या शायद इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी कंपनी है जो बहुत मजबूत खरीदार कहती है और बहुत बड़े आकार के खरीदार कहती है और वे विभिन्न सप्लायर्स खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपके द्वारा कहे गए ग्लास वाले हिस्से या कहे गए रबड़ के पुर्ज़ों के बारे में बात की जाए या हो सकता है कि कभी कभी आप इसे टायर और ट्यूब के रूप में भी कहें और किसी भी अन्य सामान के बारे में कहें जो आप सीट कवर या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं इसलिए वे इन सभी चीजों का निर्माण स्वयं इस्पात से भी नहीं करते हैं वे इन सभी चीजों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं लेकिन इसके बजाय वे विभिन्न सप्लायर्स और उनके द्वारा रबर के पुर्जों रबर बैंडों की आपूर्ति की जाती है जो कार में लगे चश्मे को कसने के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए यदि वह एक छोटा निर्माता है और वह इसे मारुति को आपूर्ति कर रहा है और मारुति भुगतान को बढ़ा रहा है या भुगतान में देरी कर रहा है तो यह अनैतिक होना चाहिए क्योंकि खरीदार इन सभी चीजों को कर रहा है क्योंकि विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है वह एक बड़ा खरीदार नहीं खोना चाहता है इसलिए मारुति या सुजुकी इंडिया लिमिटेड इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए उस रिश्ते को खराब कर रही है हम बड़े नैतिक मुद्दे को कहते हैं कि सप्लायर्स को परेशान कर रहे हैं इसलिए इस तरह की चीज़ को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उस तरह की चीज़ को होने नहीं देना चाहिए तो नैतिक मुद्दे भी एक और महत्वपूर्ण सीमा है कि यह खरीदार द्वारा किया जा सकता है या यह विक्रेता द्वारा किया जा सकता है दोनों पक्षों को कुछ ऐसा कहना चाहिए जो ऐसा लग रहा है जो कि सीमा के भीतर दिखता है और जो कहता है कि शायद ऐसा लगता है खरीदार या विक्रेता की स्थिति तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर हम भुगतान को स्तर से आगे बढ़ाते हैं तो यह भी अनैतिक है तो यह दूसरी बड़ी सीमा है तीसरा सिम्बायोसिस की गड़बड़ी है मैंने आपसे कई बार बात की है कि जब हम किसी को भुगतान करते हैं तो यह संभव हो सकता है कि उसे आगे किसी को भुगतान करने का अधिकार है यह एक श्रृंखला है यह एक आपूर्ति श्रृंखला सही है 1 निर्माता कह रहा है कि दूसरे को उत्पाद समाप्त कर सकते हैं अन्य को आपूर्ति कर रहा है और अन्य उसी को आपूर्ति कर रहा है जो सही उत्पाद का निर्माण कर रहा है इसलिए उदाहरण के लिए यदि उत्पाद के अंतिम निर्माता उत्पाद खत्म करते हैं तो उसे तीसरे स्तर के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना पड़ता है और उसे दूसरे स्तर के सप्लायर्स को इसका मतलब होगा कि 1 दिन की देरी हो सकती है इसलिए वह इसे दूसरे स्तर पर लाने में भी देरी कर रहा होगा और दूसरे स्तर पर इसे तीसरे स्तर तक ले जाने में देरी होगी तो क्या होगा इन 4 चैनलों के बीच कुल खरीदार या ये 4 खरीदार और विक्रेता परेशान होंगे इसलिए यह न सोचें कि भुगतान में 1 दिन या कुछ घंटों की देरी हो सकती है या शायद कुछ दिनों में फर्क नहीं पड़ता है इससे फर्क पड़ता है इसलिए मैंने आपको कई बार कहा कि हर समय यह एक अनुशासन है कि यदि भुगतान किसी भी दिन की शाम को भुगतान के कारण होता है तो इसे उस दिन की सुबह या उससे एक दिन पहले भुगतान करने का प्रयास करें लेकिन कभी भी इसे अगले दिन सुबह या शायद शाम को भुगतान करने की अनुमति न दें क्योंकि यह कुल सिम्बायोसिस नहीं है यदि आप एक बार करते हैं तो ठीक है लेकिन यदि आप नियमित रूप से भुगतान को बढ़ाते हैं या भुगतान में देरी करते हैं या कहें कि बाजार में अपनी बहुत मजबूत स्थिति का उपयोग कर रहे हैं या आप शायद बाजार में अपनी स्थिति की तरह है तो क्या होगा यह अनुमति नहीं देगा किसी भी सप्लायर्स होने के लिए किसी भी खरीदार के साथ दीर्घकालिक संबंध होना चाहिए हो सकता है कि शक्तिशाली या शक्तिशाली कैसे कहे लेकिन हर सप्लायर इस कंपनी को जो विकल्प मुहैया करा रहा है उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वे भुगतान में देरी करते हैं वे भुगतान को समय पर नहीं कहते हैं यह कहता है कि यह दूसरों की प्रतिष्ठा को भी खराब कर रहा है तो ऐसा क्या होता है जब तक वे विकल्प प्राप्त करते हैं तब तक आपूर्ति करते रहते हैं अगर उन्हें कोई वैकल्पिक आदेश या कोई अन्य खरीदार मिलता है जो अधिक अनुशासन वाला है जो बाजार के प्रति अधिक संवेदनशील है जो छोटे आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता के लिए अधिक सावधान है तो यह वास्तव में है शायद वे कहते हैं कि वे निश्चित रूप से विकल्प की तलाश करेंगे तो इसका मतलब है कि लंबी अवधि के संबंध भी संभव नहीं हैं इसलिए इसका मतलब है कि लागत लाभ विश्लेषण एनपीवी नहीं है ये भुगतान को बढ़ाने की सीमाएँ भी हैं इसलिए NPV प्रत्यक्ष रूप से NPV का न्यूनतम प्रभाव है और ये प्रत्यक्ष प्रभाव हैं लेकिन ये सीमाएँ अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं और इन सीमाओं के कारण खरीदार का नाम भी बाज़ार में खराब हो जाता है तो हमें इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए कि इस तरह की स्थिति कभी उत्पन्न न हो और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करें और एक दूसरे को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें इसलिए यह कहना है कि इसका एक और हिस्सा है देय खाते I अब मैं आपके साथ कुछ दिलचस्प चर्चा करूंगा जो कि कोड ऑफ एथिक्स जिसे ब्रिटिश उद्योगों के परिसंघ द्वारा विकसित किया गया था इसे लोकप्रिय रूप से ब्रिटिश उद्योगों के परिसंघ के रूप में जाना जाता है जो यह कहता है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन के विभिन्न उत्पादों के बड़े खरीदारों और निर्माताओं द्वारा स्वेच्छा से विकसित किया गया था और वे स्वयं कहते हैं कि यह कोड ऑफ एथिक्स हमें आपूर्ति नहीं करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं या वे विकल्प की तलाश में नहीं सोच सकते हैं और वे चाहते हैं कि हम जिस आकार और ताकत के विकल्प प्राप्त करें इसलिए यह हमारा कहना है कि आप इसे सही या उत्तेजक कहें और जब हम भुगतान को जगाना चाहते हैं तो हम भुगतान कर सकते हैं हम भुगतान कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि सप्लायर्स द्वारा इन बड़ी और शक्तिशाली कंपनियों को आपूर्ति बंद करने के लिए नहीं है खरीदारों लेकिन यह कहीं न कहीं लंबे समय में समस्या पैदा कर रहा है और हर सप्लायर्स का समर्थन करेंगे हम अपने सहायक निर्माताओं और जैसे ही उनका समर्थन करेंगे और जब उनका भुगतान हो जाएगा तब हम भुगतान करेंगे और इसी आधार पर बाद में ब्रिटिश उद्योगों के परिसंघ के कोड ऑफ़ प्रैक्टिस हो जाता है बड़े निर्माताओं या अलग अलग इनपुट के उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं की ओर भुगतान अवधि बढ़ाने के लिए इसलिए हम यह भी बात करेंगे कि ब्रिटिश उद्योगों के संघ द्वारा यह कोड क्या है कोड के विभिन्न बिंदु क्या हैं मैं आपके साथ इन विभिन्न बिंदुओं को साझा करना चाहता हूं और इस कोड की जरूरतों का ख्याल रखने वाले बहुत अच्छे भुगतानकर्ता हैं और वे कहेंगे कि उनके प्रयास को मान्यता दी जाएगी वे कहते हैं कि अभ्यास को मान्यता दी जाएगी और यह भी कि सप्लायर्स को नंबर 1 की एक स्पष्ट सुसंगत नीति होनी चाहिए कि यह अनुबंध के अनुसार बिलों का भुगतान करे जो भी हो खरीदार और विक्रेता के बीच अनुबंध में प्रवेश किया जाता है राशि तिथि छूट क्रेडिट अवधि ये सभी चीजें अनुबंध में उल्लिखित रहती हैं और छोटे सप्लायर्स और खरीदार एक दीर्घकालिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं शुरुआत में जब वे एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं इसलिए जो भी नियम और शर्तें इस कोड को अनुबंध के अनुसार बिलों का भुगतान करता है जो बहुत मजबूत नहीं हैं और उनके भुगतान में देरी नहीं होगी दूसरा बिंदु से अलग अलग इनपुट खरीद रही है वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्वयं के वित्त और उनके खरीद विभाग इस अभ्यास संहिता के बारे में जान रहे हैं और उन्हें यह पता होगा कि भुगतान किए जाने के कारण कोई भुगतान कब और कैसे हो जाएगा वे नियत तारीख और नियत समय पर भुगतान करेंगे और उन्होंने देरी नहीं की यह खरीद विभाग की जिम्मेदारी होगी यह वित्त विभाग की जिम्मेदारी होगी सामग्री खरीदने और प्राप्त करने के बाद खरीद विभाग और वे तुरंत इसे वित्त विभाग को भेज देंगे और वित्त विभाग एक नियत तारीख पर भुगतान की शर्तों को जारी करेगा एक सौदे की शुरुआत में भुगतान की शर्तें सहमत हों और उन शर्तों पर छड़ी करें जो भी अनुबंध में जहां दोनों पक्षों सप्लायर्स और खरीदार द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है एक बार जब वे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद सहमत हो जाते हैं तो उस स्थिति में कोई भी इससे अलग नहीं होगा कोई भी उन बिंदुओं स्वाभाविक रूप से होते हैं क्योंकि वे आकार में छोटे होते हैं एक बार जब वे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद सहमत हो जाते हैं तो उस स्थिति में कोई भी इससे अलग नहीं होगा कोई भी उन बिंदुओं के खिलाफ नहीं जाएगा और वे जो भी क्रेडिट अवधि का उल्लेख करेंगे जो भी नकद छूट है जो भी भुगतान की शर्तें हैं क्या कहते हैं कि ऑर्डर का आकार यह सब बातें कहने के समझौते या अनुबंध में वापस रहती हैं और दोनों पक्षों के सप्लायर्स स्वाभाविक रूप से होते हैं क्योंकि वे आकार में छोटे होते हैं पूर्व समझौते के बिना भुगतान की शर्तों का विस्तार या परिवर्तन नहीं कोई पक्ष नहीं हो सकता है कि सप्लायर्स की पेशकश कर रहे हों या वे वर्तमान में दे रहे हैं यदि वे इसे कम करना चाहते हैं तो वे इसे खरीदार को सूचित करेंगे दूसरी तरफ भुगतान करने के लिए खरीदार द्वारा कितने दिन या कितने समय का समय लिया जा रहा है यदि वे किसी विशेष आदेश के लिए भुगतान में देरी करना चाहते हैं तो वे सप्लायर्स के साथ लोड करने की अनुमति दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को सूचित करेंगे कि कोई भी किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा सप्लायर्स को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए तो वह जानता है कि उसका फ्लोट होगा और कौन सी शाखा सम्मानित कर रही है कि चेक खरीदने वाली कंपनी की किस शाखा के खिलाफ चेक आरेखित किया जाएगा और एक बार जब चेक वहां पहुंच जाएगा तो वे चेक का सम्मान करेंगे वे भुगतान करने की अनुमति देंगे और बैंक सप्लायर्स के कुछ हिस्सों को लड़ा जाए

यदि कोई विवाद है जिसका अर्थ है कि आप हमें 6 महीने की क्रेडिट अवधि दे रहे हैं यदि आप 10 दिनों के भीतर भुगतान करते हैं तो आप हमें 2 देने के लिए सहमत हैं इसलिए अब हमने 10 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया है तो आप हमें किसी भी तरह का विवाद करने की छूट क्यों नहीं देते हैं और नियम और शर्तों पर वापसी होती है और अनुबंध में सहमत होते हैं कि यदि कोई विवाद है जो तेजी से होगा को संबोधित किया विवाद हो सकता है क्योंकि वे 2 पक्ष हैं और जब 2 पक्ष हैं तो विवाद होना चाहिए विवाद थे विवाद हो सकता है और यदि कोई विवाद तुरंत होता है जो सप्लायर्स को बदलने के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है यह एक अच्छा प्रतिबिंब नहीं देता है अच्छी भावना का मतलब सप्लायर्स को भी होता है और सामान्य बाजार के खिलाड़ियों को भी इसलिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हो सकते हैं दोनों पक्ष अपनी समस्या को हल करने और उस शिकायत विवाद को जल्द से जल्द हल करने में रुचि ले सकते हैं और दोनों पक्ष विवाद बने रहेंगे और वे चुपचाप एक दूसरे की मदद और आपूर्ति करेंगे तो ये कुछ शर्तें हैं जो वहां हैं जो आप में से कुछ इसे कह सकते हैं क्योंकि यह संदर्भ की शर्तें हैं संदर्भ की 6 शर्तें इसमें हैं तो 1 स्पष्ट और सुसंगत नीति के बारे में है दूसरा यह है कि खरीद विभाग में तीसरे वित्त के लिए उक्त जानकारी है कि भुगतान कहो शर्तों का कहना है कि भुगतान कैसे किया जाएगा और फिर अगली बात यह होगी कि क्रेडिट अवधि भारतीय उद्योगों के परिसंघ द्वारा विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया था यह पहले से ही लगभग समान नियम विकसित किए गए हैं और उस code में भी स्थितियां हैं और वे इस बात से भी सहमत हैं कि बड़ा खरीदारताकतवर खरीदार होने के नाते हमें अपने सप्लायर्स को भुगतान करेंगे और हम उन्हें अच्छे रखेंगे इसलिए समान कोड और अभ्यास भी बहुत अच्छा है बहुत स्वस्थ अभ्यास है और इस तरह से दोनों पक्ष खुश रहते हैं उन्हें लगता है कि वे अच्छा महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं अब हम अगले भाग पर आते हैं अगले भाग में स्ट्रेचखरीदार द्वारा भुगतान को नहीं खींचना चाहेगा लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि जैसा कि हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत में सहमत हुए हैं कि कोई भी व्यवसाय केवल नकदी पर संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें क्रेडिट को अधिकतम करना है जो उनकी क्रेडिट बिक्री के कारण बनने जा रहा है इसलिए खरीदार अधिकतम क्रेडिट अवधि या किसी दुकानदार को ऋण के लिए ऋण या अनुरोध चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रतिरोध कहेंगे और वे कहेंगे कि ठीक है यदि आप इसे क्रेडिट की लागत है भुगतान में देरी की लागत है क्रेडिट पर खरीदने की लागत है इसलिए लागत क्या है उनकी लागत की गणना कैसे करें तो इसमें 2 लागत शामिल हैं एक लागत प्रत्यक्ष लागत है डायरेक्ट कॉस्ट चुकानी होगी तो पहली बात यह है कि प्रत्यक्ष लागत जो मौद्रिक शर्तों में है जो वित्तीय शर्तों में है जो प्रत्यक्ष लागत है क्योंकि आपको विक्रेता को विलंबित भुगतान के लिए उस फंड की गणना कैसे करें इसे जानने के लिए एक स्पष्ट मॉडल को कहा जाता है जैसा कि आप कह सकते हैं कि इस मॉडल को आप भुगतान खींचने वाले भुगतानों को खींचने के अर्थशास्त्र के शीर्षक के तहत समझ सकते हैं तो यह कुछ लोगों द्वारा विकसित किया गया एक मॉडल जो भुगतान की जाएगी और भुगतान में देरी के लिए एक प्रत्यक्ष लागत है तो यहाँ C का मतलब है C का मतलब है कि भुगतान करने वाले को भुगतान करने में देरी की लागत का भुगतान खरीदार को करना है यदि वह भुगतान में देरी करता है तो उसे ब्याज के संदर्भ में लागत का भुगतान करना पड़ता है तो हमारे पास V V ऑर्डर का मूल्य है ऑर्डर का आकार कितना है कितना भुगतान में देरी हो रही है क्योंकि खरीदार ऑर्डर देता है अलग तरह का आदेश और कि हर आदेश सप्लायर्स द्वारा प्राप्त और आपूर्ति की जाती है और खरीदार द्वारा प्राप्त की जाती है और इससे जुड़ी एक क्रेडिट अवधि की मदद से इस मॉडल का उपयोग करते हैं आप आसानी से भुगतानों की सीधी लागत का पता लगा सकते हैं जो कि C V 1 D 1 Tsk i है तो सी भुगतान में देरी करने वाली लागत है वी ऑर्डर का मूल्य है डी विलंबित भुगतान की प्रत्यक्ष लागत है जो प्रत्येक 1 रुपये पर गणना की जाती है Ts वह दिन है जब भुगतान बढ़ाया जाता है और हाँ एक और बात मुझे लगता है हमने यहां छोड़ दिया है भुगतान बढ़ाया गया है मैं अप्रत्यक्ष भुगतान कर रहा हूं और k हाँ है जो कि k है k उस फर्म की दैनिक अवसर लागत है जो रुपये पर भुगतान में देरी कर रहा है 1 क्योंकि यदि वे भुगतान में देरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है उन्हें पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का भुगतान करना चाहिए यदि वे उस पैसे को सप्लायर्स को नहीं दे रहे हैं जो आप बाजार में कहीं निवेश कर रहे हैं और आपको 36 मिल रहा है तो यह ठीक है कि आप वहाँ से 36 कमाते हैं और आप यहाँ 24 का भुगतान करते हैं इसलिए आपको अभी भी 12 लाभ है इस प्रकार उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है

आप इस तरह कह सकते हैं कि स्ट्रेचिंग क्या है हम यहां सोच सकते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में प्रतिष्ठित होगी या भुगतान में देरी भुगतान में चूक होगी इसलिए कोई भी अच्छा व्यक्ति आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहेगा यह 1 खराब क्रेडिट रेटिंग देना है फिर खरीदार और सप्लायर्स है तो उस तरह की श्रृंखला हो सकती है फिर वह इसे 2 नंबर पर आपूर्ति उत्पाद का निर्माता है यह श्रृंखला है तो इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति उसे भुगतान कर रहा है वह उसे भुगतान कर रहा है वह उसे भुगतान कर रहा है इसलिए जब भुगतान में देरी हो रही है जब यहां कोई समस्या है या कहीं और है तो इसका मतलब है कि जब इस भुगतान में देरी हो रही है तो निश्चित रूप से यह समस्या 3 के मामले में प्रतिबिंबित होगी और यह 2 के मामले में प्रतिबिंबित करेगा इसलिए इसका मतलब है कि यह कुल श्रृंखला डिस्टर्ब उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुल संबंध खराब हो गया है और यह सिंबोसिस करना जारी रखें या अपनी जेब से धन का निवेश करें क्योंकि आपकी वित्तीय ताकत भी है सीमित तो यह एक और अप्रत्यक्ष लागत होगी और फिर सामग्री की आपूर्ति करना शुरू कर देगा इसलिए वह यह देखेगा कि मैं सबसे पहले उस 1 को आपूर्ति करूंगा जो शीघ्र भुगतान कर रहा है फिर यदि कुछ सामग्री बची है तो वह दूसरी पर जाएगी और कुछ सामग्री बची है तो वह तीसरी तक जाएगी और यदि कुछ सामग्री बची है तो वह चौथे में जाएगी तो इसका मतलब है कि खरीदार क्या होगा जो भुगतान में देरी कर रहा है या जो सिंबोसिस में देरी करना शुरू कर देंगे और यह भी एक और मुद्दा होगा कि एक और समस्या भी होगी तो इसका मतलब है कि हम दोनों लागत एक लागत प्रत्यक्ष लागत है और एक अन्य लागत अप्रत्यक्ष लागत है तो प्रत्यक्ष लागत की गणना हम उस मॉडल

तो यह इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो ये सभी फैक्टर कहा जाएगा और इसका मतलब है कि भुगतान को फैलाने की लागत है जो सभी तरीकों से भुगतान को फैलाने के लिए लाभ नहीं है यदि आप भुगतान को स्वीकार्य स्तर तक बढ़ाते हैं तो आप इसे स्वीकार करेंगे लेकिन अगर यह स्तर से परे है तो यह संभव नहीं होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है हमें भुगतान को उस स्तर तक खींचना होगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो जिसे सही जाना जाता है दोनों पक्ष जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं तब केवल यह संभव है अन्यथा यह संभव नहीं है तो इसके बाद आज कहो कि मैं इस मॉडल की किसी भी समस्या पर चर्चा नहीं करूंगा जो भी मॉडल मैंने आपके साथ चर्चा की है मेरा मतलब केवल यह होगा कि गर्भाधान पर चर्चा करें मॉडल की लागत की गणना कैसे करें जो कि ऐसा है अगर हमारे पास कुछ कहें तो कल्पनाशील आंकड़े हैं उन आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इस मॉडल का उपयोग कैसे करें इसलिए अगली कक्षा मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा आज हम लागत पर चर्चा करते हैं और हमने यह सीखा कि यह स्ट्रेचिंग प्रबंधन पर कुछ हद तक चर्चा की है लेकिन मैं फिर से अगली कक्षा में इस पर प्रकाश डालूंगा और कुछ अन्य विषयों पर बात की जानी चाहिए जो कि उन अन्य उपादानों के बारे में देय हैं जो वेतन चर और निश्चित व्यय कर और लाभांश हैं और सावधानी के रूप में ओवर ट्रेडिंग के बारे में कुछ बिंदु इसलिए अगली कक्षा में मैं आपसे इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद